करंट डेंसिटी के द्वारा वेक्टर पोटेंशियल I याद कीजिए कि पिछले कुछ व्याख्यानों में हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेक्टर पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे जिसे मैं A से इस प्रकार व्यक्त करता हूं कि ArBहै विशेष रूप से पिछले व्याख्यान में हमने जो पाया वह यह है कि Ar को 04πjr r r dV के रूप में व्यक्त किया जा सकता हैऔर हमने Ar को उत्पन्न करने वाले विभिन्न करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ उदाहरणों को हल किया है इस व्याख्यान में मैं एक विशेष उदाहरण लेना चाहता हूं जो एक चार्ज स्फीयर या चार्ज शेल के उदाहरण के समान है dV मैं इस ऊर्ध्वाधर अक्ष को z अक्ष के रूप में लूंगा जिस पर सरफेस चार्ज है जो 0cos के बराबर है याद कीजिए कि यह हमें इस शेल के अंदर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 030के रूप में देता है जबकि बाहर यह एक डाइपोल फील्ड की तरह था एक डाइपोल मोमेंट pr के साथ जो कुछ भी निकलता है अब यदि मैं एक में इस्फीयर लेता हूं तो यही समान स्थिति मैग्नेटिक फील्ड में होती है लिए यदि मैं शेल के स्थान पर यदि मैं एक इस्फीयर लेता हूं और मेरे पास एक सतह करंट डेंसिटीKहै जो दिशा में KKsin θके बराबर है मैं इस करंट को यहाँ लाल रंग के साथ दिखाता हूँ यह सतह पर हर जगह केवल दिशा में बह रही है यदि मैं इस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का उपयोग करता हूं KKsin θ करंट किसी एंगुलर स्पीड से घूमने वाले चार्ज शेल से उत्पन्न हो सकती है या जैसा कि हम बाद में भी देखेंगे यह एक मैग्नेटिक स्फीयर के समतुल्य है तो यह केवल सतह पर है इसलिए अगर मैं पूछूं कि इस रेखा के एक निश्चित बिंदु पर गुजरने वाला करंट कितना है तो आपको याद होगा कि यह लंबाई Rd होने वाली है तो इस छोटे सेRd के द्वारा गुजरने वाली करंट I Ksin θRdθ दिशा में बह रही है किसी भी मामले में मैं अब इसके लिए वेक्टर पोटेंशियल की गणना करना चाहता हूं I Ksin θRdθ परिभाषा के अनुसार वेक्टर पोटेंशियल A बराबर होगा Ar04πjr r r dV मैं इसके लिए j को दिशा में Ksin θδr R रूप में लिख सकता हूं क्योंकि यह सतह तक ही सीमित है जहां R इस स्फीयर की रेडियस है जिसको आप पहले से ही देख चुके हैं और इसलिए मैं जल्दी से इस इंटीग्रल को एक सरफेस इंटीग्रल में बदल दूंगा और इसे Ar04πKsin r R ds के रूप में लिखूंगा r r r R ds क्योंकि यह दिशा में है इसलिए यह sin होना चाहिए वेक्टर R सतह पर वेक्टर को दर्शाता है r वह बिंदु है जहां मैं वेक्टर पोटेंशियल की गणना कर रहा हूं और Ksin θ मुझे सरफेस करंट का परिमाण देता है और इसकी दिशा है हम इसकी गणना करना चाहते हैं अगर मैं इसका विस्तार करता हूं तो मुझे Ar04πKsinθ sinxcosϕy r R ds के रूप में लिख सकता हूं जहां sin xcos y है इस स्फीयर पर देखिए ds स्फीयर पर सरफेस एरिया है यहां पर यह वेक्टर R है और मैं किसी वेक्टर r पर वेक्टर पोटेंशियल की गणना कर रहा हूं

r R ds तो यह Ar04πKsinsinϕ r R r R ds बराबर हो जाता है ध्यान रखें कि यह वेक्टर R जो मैंने लिखा है RR sin cosɸ xRsin sinɸ yRcos z है r R ds RR sin cosɸ xRsin sinɸ yRcos z मैं यह इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यहां इस वेक्टर R में ये और ɸ के इंटीग्रेशन वेरिएबल्सIntegration Variables शामिल हैं आइए हम ds भी लिखें इस स्फेरिकल सर्फेस पर इंटीग्रेशन होने के कारणdsR2sinddϕ लिखा जा सकता है अब आप सोच रहे होंगे कि इस इंटीग्रेशन की गणना कैसे करें ds dsR2sinddϕ तो मैं इसे फिर से लिखूं और आपको पहले उत्तर दूं उससे पहले अभी मैं वेक्टर पोटेंशियल पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं और अगले व्याख्यान में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की समरूपता का उपयोग करके इन पोटेंशियल की गणना कैसे की जाती है तो अभी मेरे पास क्या है मेरे पास Ar04πKsinsinϕ r R r R ds है यहां इस वेक्टर R में ये और ɸ के इंटीग्रेशन वेरिएबल्सIntegration Variables शामिल हैं मैं आपको अगले व्याख्यान में शीघ्रता से समझाऊँगा कि ये इंटीग्रल क्या होंगे यह इंटीग्रल sinsinϕr Rds जहांR और ɸ का फंक्शन है का मान 4π3R3r2sinθ sinϕ प्राप्त होता है जबकि r≥R और यदि r≤Rतो इस इंटीग्रल का मान 4π3rsinθ sinϕ लिखा जा सकता है आप rR के लिए दोनों का मिलान देख सकते हैं sinsinϕr Rds4π3R3r2sinθ sinϕ for r≥R sinsinϕr Rds4π3rsinθ sinϕ for r≤R फिर से मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि R और ɸ का फंक्शन है इसी तरह मैं इंटीग्रलsincosϕ r R dsको देखता हूं और इसका का मान 4π3R3r2sinθ cosϕ प्राप्त होता है जबकि r≥R और यदि r≤Rतो इस इंटीग्रल का मान 4π3rsinθ cosϕ लिखा जा सकता है तो आपको दोनों के लिए इन इंटीग्रल का मान मिला है r R r R ds4π3rsinθcosϕ for r≤R इसलिए Ar के लिए मेरा उत्तर 0K4π4π3 R3r2sinθ sin x0K4π4π3 R3r2sinθ cos y r≥Rप्राप्त होता है आइए इसे सरल करें यह 0K4π4π3 R3r2sinθ मैं कॉमन ले सकता हूं Ar0K4π4π3 R3r2sinθ sin x0K4π4π3 R3r2sinθ cos y r≥R और यह क्वांटिटी sin xcos y और कुछ नहीं बल्कि दिशा में यूनिट वेक्टर है और इसीलिए Ar0K4π4π3 R3r2sinθ r≥R के रूप में लिख सकता हूं दूसरी सीमा r≤Rमें Ar के लिए मेरा उत्तर 0K4π4π3rsinθ sin x0K4π4π3rsinθ cos y r≤R के लिए प्राप्त होता है जिसे सरलीकृत करने के लिए 0K4π को बाहर निकालते हैं और इस ग्रीन एंक्लोजर की क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर के रूप में लिख सकता हूं और इस प्रकार Ar के लिए हमें Ar0K4π4π3 r sinθ प्राप्त होता है sin xcos y Ar0K4π4π3 R3r2sinθ r≥R Ar0K4π4π3 rsinθr≤R तो अंतिम उत्तर में मेरे पास Ar0K3R3r2sinθr≥Rके लिए है और Ar0K3r sinθr≤Rके लिए है वेक्टर पोटेंशियल के लिए यह मेरा अंतिम उत्तर है Ar0K3R3r2sinθr≥R 0K3r sinθr≤R मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या मैग्नेटिक फील्ड Br को Ar के कर्ल के रूप में दिया जाता है ध्यान दें कर्ल Ar में केवल ɸ कॉम्पोनेंट् है और हम यह व्यंजक स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कर्ल की गणना के लिए मानक कर्ल सूत्र का उपयोग करेंगे और यह आपको उत्तर देता है कि Br r≥Rके लिए 0KR331r32cosθrsinθ के बराबर है और r≤Rके लिए यह z दिशा में 20KR3z के बराबर है तो आप देखते हैं इस स्फेरिकल शेल जिसमें दिशा में सरफेस करंट K Ksin θ प्रवाहित होती है Br0KR331r32cosθrsinθr≥R 20KR3zr≤R के अंदर का फील्ड स्थिर है यह सरफेस चार्ज डेंसिटी 0cos के शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड के स्थिर होने के समान है बाहर क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं कि बाहरी क्षेत्र इस तरह डाइपोल फील्ड की तरह है तो इस तरह की समस्या को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में हल किया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड में यह उसी प्रकार की समान समस्या है सिवाय इसके कि अब इसमें सरफेस की करंट डेंसिटी sinपर निर्भर करती है है इस व्याख्यान को समाप्त करने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कि बाहरी क्षेत्र वास्तव में एक मैग्नेटिक डाइपोल फील्ड है उसके लिए आइए हम इस Br को फिर से लिखें Br0KR331r32cosθrsinθ होता है याद कीजिए कि मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट m के कारण मैग्नेटिक फील्ड Br04π3mrr mr3के बराबर होता है आइए हम mको z दिशा में m परिमाण के साथ लेते हैं तो मेरे पास Br है मैं एक अलग रंग का उपयोग करते हुए लिखता हूं अब क्योंकिm r mcos है तथा z यूनिट वेक्टर z थीटा और फाई में विघटित होकर देता है तो मुझे Br 04π3mcosθr mcosθr sinθr3 प्राप्त होती है और जिसे हल करने पर हमें 04π2mcosθrmsinθr3 प्राप्त होता है आप देखते हैं कि इसकी cos और sin पर उत्तर के समान ही निर्भरता है Br0KR331r32cosθrsinθ Br04π3mrr mr3 mmz Br04π3mcosθr mcosθr sinθr304π2mcosθrmsinθr3 आइए हम पदों की तुलना करें मैं इस m को निकाल कर यहाँ लिखता हूं अत रेड कलर से संलग्न यह गुणनखंड दोनों में समान है तो मेरे पास जो कुछ बचा है वह मैं बाईं ओर लिखूंगा 0m4π 0KR33 के बराबर है या इसका मतलब यह है कि यह स्फीयर जिसमें K सरफेस करंट प्रवाहित हो रही है के मैग्नेटिक मोमेंट का परिमाण K4π3R3के बराबर होता है तो इस स्फीयर के बाहर का मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड जैसा होता है जिसका परिमाण K4π3R3 होता है और अंदर यह एक स्थिर फील्ड होता है